समाधान की फ्रोबेनियस विधि जारी हम फ्रोबेनियस विधि द्वारा चर गुणांक के साथ दूसरे क्रम के अंतर समीकरण को हल करने के मामले को देख रहे थे तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हम एक उदाहरण कर रहे थे जहां सांकेतिक समीकरण की दो मूल हैं पहला मूल आपको एक समाधान देगा दूसरा मूल अब आप इन दो मूलों k1 और k2 के बीच अंतर को देखो और उनका अंतर पूर्णांक गैर शूंय पूर्णांक होगा इसलिए हमने पहला समाधान दिया है इस वीडियो में हम आपको दूसरा समाधान देंगे दूसरा समाधान कैसे प्राप्त करें वहां हम पहले ही देख चुके हैं कि दूसरे समाधान के लिए यह किस तरह का रूप लेता है तो हमें आगे बढ़ना होगा दूसरा समाधान पाने के लिए तो यह आपका दूसरा समाधान है और समाधान इस रूप का है

जहां Aऔर dns मनमाने स्थिरांक हैं तो ये स्थिरांक हैं जिन्हें हमें केवल समीकरण में प्रतिस्थापित करके पता लगाना होगा इसलिए समीकरण यहां दिया जाता है तो हम सिर्फ y 2के लिए इस समीकरण में प्रतिस्थापित होगा इसलिए y के लिए तुम y2 को यहाँ बदलें इसलिए y की गणना करेंगे यह वही है जो आपको मिलेगा क्योंकि K2 पूर्णांक है अब इस y2 y और y दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करें

एक बार जब आप इस दिए गए समीकरण में y2 y2 y2 को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह है जो आपको मिलेगा आप log x के गुणांक को आसानी से देख सकते हैं

logका गुणांक क्या है यदि आप लॉग x का गुणांक देखते हैं उदाहरण के लिए Alog x Alog x गुणांक है आप Alog x को बाहर लेते हैं आप देखते हैं कि आपके पास गुणांक क्या है

इसमें अब आप बची हुई सारी श्रंखलाएँ लिखिए तो शेष श्रृंखला क्या है तो यह सब 6 7 पद लेते हैं तो अगर आप इसे लिखते हैं तो यह समीकरण है अब हम जानते हैं कि y1 क्या है तो y1 एक श्रृंखला है और हम y1 जानते हैं तो आप फिर से लिख सकते हैं और y1को यहाँ एक श्रृंखला के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं इसलिए शेष भाग सभी श्रृंखला हैं आप यहां प्रतिस्थापित करें और आप खोजने में सक्षम होंगे एक बार जब आप एक श्रृंखला प्राप्त कर लेते हैं तो आप y1 को एक श्रृंखला के रूप में प्रतिस्थापित काएँ जिसे आप पहले समाधान के रूप में जानते हैं और आपको सभी पद एक दो तीन चार पांच छह सात मिल जाएंगी समीकरणों के सात पदों में से आपके पास श्रृंखला के अंतिम चार पद हैं पहले तीन पद यदि आप y1 को श्रृंखला समाधान के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं तो आप y1 की गणना करते हैं पहले तीन पदों में आप प्रतिस्थापित करते हैं आप देखेंगे कि सात श्रृंखलाएं एक साथ 0 के बराबर हैं तो अब जब आप विस्तार करते हैं और इस xn में से प्रत्येक के गुणांक को शून्य बनाते हैं जो सभी अज्ञात गुणांकों को निर्धारित करेगा जो कि A और dns हैं तो हम इसे देख सकते हैं तो आपका y1 क्या है आपके पास y1 क्या है तो यह आपका y 1 है

यह आपका श्रृंखला समाधान है जो आपको पहले समाधान से मिला है तो यही है ये तो एक बार जब आप इसे y1 प्राप्त कर लेते हैं तो आपको यहां प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आप y1 की आवश्यकता है ताकि आप y1 की गणना करें तो वह मुझे देगा

इन दोनों को अगर आप समीकरण में प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं

ये उस क्षेत्र में बिल्कुल और समान रूप से निरंतर हैं जहां इसे परिभाषित किया गया है तो यह मैंने बिना प्रमाण के दिया है यह हमारा समान रूप से अभिसरण है ताकि आप द्वारा पदों को जोड़ सकें और इसलिए आप इसे एक साथ रख सकते हैं इसलिए मैं इन सभी श्रृंखलाओं को एक साथ जोड़ने में सक्षम हूं अब केवल निम्नतम पदों का गुणांक प्राप्त करें तो यहाँ सबसे कम गुणांक क्या है तो पहली श्रृंखला मुझे लगता है कि केवल x से शुरू होती है दूसरी श्रृंखला भी x से शुरू होती है तीसरी भी ऐसी ही है चौथा भी ऐसा ही है तो पाँचवाँ −6x2 है तो आपके पास x−2 गुणांक है गुणांक चुनें अतः x−2 का गुणांक शून्य बनाइए क्या कारण है तो मेरे पास x की घात का गुणांक है इसलिए c−2 x−2c−1 x−1c0c1 xc2 x2¿ ¿0 तो इस तरह यदि आपके पास 0 के बराबर एक श्रृंखला है तो इनमें से प्रत्येक गुणांक 0 होना चाहिए इसलिए मैं इसे 0 के बराबर बना रहा हूं x−2 का गुणांक यहां c−2 है जो कि 0 है जो मैं बुला रहा है मैं कह रहा हूं कि यह c−2 क्या है कि मेरे पास केवल −6d0 है 0 के बराबर है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो x−2का गुणांक हो जो कि 0 होना चाहिए तो यह मुझे तुरंत d00 देता है और इसी तरह x−1 का गुणांक 0 बनाएं तो यह मुझे वह देगा जो आपके पास है −6d1−2d00 इसका अर्थ है d10 और फिर x0 का गुणांक शून्य बना लें वह क्या देगा तो आपको जो मिलता है वह स्थिर पद है इन सात शृंखला पदों में स्थिर पद है तो आपके पास 2d2−6d2d10 है इसलिए d20 तो अब x1 के गुणांक को 0 के बराबर देखें इससे मुझे मिलेगा 3A0 इसका अर्थ है A0 तो हम इन सभी समाधान को देख रहे हैं जो कि 0 है कुछ गलत है तो y2 इसे संतुष्ट कर रहा है इसलिए जब हम इस समीकरण में इस y2 और y2 और y2 को प्रतिस्थापित करें क्यूंकी हम ये दो पद भूल गए हैं तो जब आपके पास यह x2 y2 हो तो मैंने केवल इस भाग को जोड़ा ताकि यह शेष अब आप यहां जोड़ सकें मतलब आपके पास है तो यह मेरा x2 y2 है और फिर2xy2 ये चार पद हैं और फिर x2 y2 ये चार पद हैं और फिर −2 y ये दो पद 0 हैं तो हमेशा की तरह आप इसे हटा सकते हैं क्योंकि y1 इन चार शर्तों को पूरा कर रहा है जो मैंने रद्द किया है वह वास्तव में मुझे दे रहा है क्योंकि पहला समाधान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह इसे 0 बना देगा तो आपके पास यह है और मेरे पास दो और हैं तो इन दो पदों की आवश्यकता है तो ये अतिरिक्त हैं तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है तो मुझे जोड़ना होगा जो 0 के बराबर है तो अब यह है तो जब आप इसे 0 के बराबर जोड़ रहे हैं तो मुझे इन दो पदों को जोड़ने दें जो मैं पहले भूल गया था तो यह एक तो पहला पद है तो आपके पास है जो पिछली बार हुम भूल गए थे इसे भी लिखते हैं तो आपके पास −2x है तो मुझे देखने दो कि क्या वे कहीं भी समान पद हैं तो हमारे पास है वे समान पद नहीं हैं तो हमारे पास तो ये दो पद होंगे इसलिए मुझे दूसरा पद लिखने की जरूरत नहीं है तो आपके पास एक दो तीन चार पांचवां है पांचवीं श्रृंखला आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो एक दो तीन चार पांच तो वास्तव में इस भाग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पिछले पद के साथ रद्द हो जाते हैं तो यह श्रंखला पिछले वाले के साथ रद्द हो रही है इसलिए केवल आपको इस शब्द को जोड़ना है ताकि मैंभूल गया था इसीलिए तो मेरे पास अब एक दो तीन चार पांच छह सात सात श्रृंखलाएं हैं जो 0 हैं तो आपके यहां तीन पद हैं चार पांच छह सात ये दोनों श्रृंखलाएं रद्द हो जाती हैं तो अब x−2 के गुणांकों को 0 बना दें तो x−2 के गुणांक से आपको क्या मिलेगा जो 0 होगा यह मुझे d00 देगा मुझे देखने दो कि हमारे पास क्या है इन सभी सात श्रृंखलाओं को यदि आप जोड़ दें तो यह x−1 से शुरू होने वाली है जो कि पहली बार है और फिर इसी तरह x0 अगला पद इत्यादि तो आपके पास x−1 गुणांक 0 है तो आपको जो मिलता है वह है तो इसका गुणांक क्या है आपको −d0−d10 मिलता है तो वह मुझे d0−d1 देगा तब x0 का गुणांक 0 तो यह मुझे देगा और अब x1 के गुणांक को शून्य के बराबर करें जो मुझे देगा तो तुरंत एक बार A 0 है आपके दूसरी कक्षा का समीकरण या समाधान के लिए log x का गुणांक 0 है A 0 है तो आपके पास log पद नहीं होगा तो केवल x−2 d0 से आगे यह होगा तो d0 मनमाना है तो d0 0 है इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं है है ना तो d0 को d2 के रूप में दिया जाता है ताकि आप इसे d1−d0 की तरह रख सकें तो वह मुझे वही देगा जो d1 है d1−d0 का अर्थ है d2 आप d0 के संदर्भ में लिख सकते हैं इसलिए यह d02 जा रहा है तो मैं इसे यह बनाऊँगा तो आप d1 प्रपट कर सकते हैं d2∈d0 के पद d0 मनमाना है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं मैं एक और गणना करता हूं और इसे 0 के बराबर करता हूं इसलिए x2 का गुणांक यदि आप इसे 0 के बराबर बनाते हैं यदि आप इसे सावधानी से करते हैं तो यह गलत नहीं होगा आपको सब कुछ ठीक से मिलेगा तो आपको −A4 मिलेगा A वैसे भी मैंने पाया है जब A है तो मुझे A खोजने की आवश्यकता नहीं है अब मैंने पाया कि A 0 है मैं A से जुड़े पदोंको आसानी से हटा सकता हूं और मुझे निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि A 0 है मुझे अब और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मुझे x2 का गुणांक लेना है x2 का गुणांक है तो d3 क्या है d3 अब मनमाना है d3 और d0 दोनों मनमाने हैं वही आप देख रहे हैं मुझे d3 नहीं मिला तो मैं एक और पद की गणना करता हूं ताकि 0 के बराबर x3 का गुणांक हो जाय यदि आप इसे बनाते हैं तो क्या होता है तो कभी कभी आपको एक को छोड़कर सभी गुणांक मिल जाएंगे या यदि आप दूसरे समाधान के इस रूप को देखते हैं तो आपका दूसरा समाधान कहां है यह इस रूप में है या तो मुझे ये सभी स्थिरांक A और dns मिल सकते हैं ताकि आप जान सकें कि आपका y2 क्या है या बल्कि A और dns क्या है जिससे आप सभी स्थिरांकों को एक स्थिरांक के रूप में पा सकेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक को छोड़कर सभी की गणना करते हैं लेकिन आप बाकी सब कुछ एक स्थिरांक के रूप में लिखते हैं ताकि स्थिरांक बाहर आ जाए और कुछ घात श्रंखला आ जाए इस तरह आप इसे प्राप्त करेंगे इसलिए एक बार जब आप मनमाना स्थिरांक लेते हैं तो आप इसे एक के रूप में लेते हैं तो एक बार जब आप इसे मनमाने ढंग से स्थिर मान लेते हैं तो यह एक समाधान होगा इस तरह आप प्राप्त कर सकते हैं या यदि आप कभी कभी आपको एक मनमाने स्थिरांक के रूप में कुछ समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो कुछ समाधान किसी अन्य मनमाना स्थिरांक के रूप में उदाहरण के लिए इस मामले में जब A 0 है तो मुझे यही मिल रहा है ठीक है इसलिए यदि आप इसे देखें तो A मुझे 0 मिला और d1 d2 को d0 के रूप में d4 को d3 के रूप में दिया गया है लेकिन d3 मुझे नहीं मिला क्यूंकी d3 मनमाना है अब यदि आप इसे x3 का गुणांक बनाते हैं तो इन तीनों में से 0 होता है तो अगर आप इस 20d5 को देखें तो आपके पास क्या है और इसी तरह आप इसे प्राप्त करेंगे तो इस तरह आपको मिल रहा है तो आपको अंत में जो मिल रहा है वह है तो क्या है यह आप पहले से ही जानते हैं कि यह बिल्कुल आपका y1 है तो कभी कभी आप दूसरा समाधान प्राप्त कर सकते हैं y2 y1 के संदर्भ में इसलिए मुझे इस y1 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही मेरा y1 मिल गया है तो यह सबसे पहले दूसरा रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान है यदि आप यह फॉर्म नहीं चाहते हैं और आपके पास पहले से y1 है तो आप जो कुछ भी लेते हैं यदि y1 आपके दूसरे समाधान y2 में समाधान का हिस्सा है तो आप इसे हटा सकते हैं आप इसे विभाजित कर सकते हैं और इसे हटा सकते हैं तो यह मेरा y1 है मैं ऐसा नहीं चाहता इसलिए आप d3 को 0 के रूप में लें और d0 मनमाना और 1 के रूप में लें ताकि आपको अपना दूसरा समाधान मिल सके तो यह आपका दूसरा रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान है y1 ¿ भी y1 की तरह रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान है इसलिए मुझे कुछ y2 मिला है यहां कुछ फ़ंक्शन है इसलिए यह आपका कहना है कि आपका y2 प्लस कुछ मनमाना स्थिरांक d3 गुना y1 यह भी समाधान है ये दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान हैं क्योंकि y1 और y2 दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान हैं आप देखते हैं कि यह भाग और यह भाग दो रैखिकतः स्वतंत्र हल हैं यह पहले से ही पता है इसलिए आप इसे हटा सकते हैं तो यह आपका दूसरा रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान है या यहां आप यह पूरी बात एक साथ कह सकते हैं आप d0 को 1 के बराबर और d3 को भी 1 मान सकते हैं आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक श्रृंखला समाधान है जो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान भी है तो यदि आप d3 को 1 के रूप में लेते हैं तो यह इस प्रकार होगा यह एक श्रृंखला समाधान है मेरे पास समाधान के रूप में केवल तीन शब्द हैं और साथ ही पहले से ज्ञात समाधान भी हैं यह आपका y1 और y1y2 दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान के रूप में है तो आप यह भी कह सकते हैं कि ये y1 और y2 हैं ये दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान हैं यहां मैंने इस y1 को हटा दिया है इसलिए यह केवल y1 और y2 है यदि आप अपना y1 नहीं हटाते हैं तो यह दोनों श्रृंखला समाधान होने जा रहे हैं वैसे ही आपको मिलता है तो इस तरह आप दूसरी कक्षा के अंतर समीकरण को हल कर सकते हैं और सांकेतिक समीकरण के दो मूल हैं और अंतर गैर शून्य पूर्णांक है तो यहां इस विशेष मामले में आपने देखा है कि पाला बड़ा मूल 1 है इससे मुझे श्रृंखला समाधान मिलेगा दूसरा समाधान हमने एक निश्चित रूप में चुना है और अंतर एक शून्य गैर पूर्णांक है ठीक है इसलिए मूलों के बीच अंतर k1−k2 k1 एक बड़ा मूल है इसलिए जब k1−k2 पूर्णांक है क्षमा करें यह एक गैर शून्य पूर्णांक है यह गैर शून्य पूर्णांक का मामला है इसलिए बड़ा मूल मुझे एक श्रृंखला समाधान देगा निश्चित रूप में दूसरा समाधान है जब इन दो मूलों के बीच का अंतर k1−k2 गैर शून्य पूर्णांक है जो k1 1 है और k2 2 है तो अंतर 3 है जो पूर्णांक है जो शून्य नहीं है इस मामले में हमने y2 के लिए विशेष रूप चुना है और समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और अज्ञात प्राप्त करते हैं तो हम जो पाते हैं वह दूसरा समाधान वास्तव में सरल रूप है तो यह है कि आप किसी भी दूसरी कशा के समीकरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब संकेतक समीकरण के मूल होते हैं और मूल अंतर शून्य पूर्णांक नहीं होता है तो हम केवल इसी विधि का सावधानीपूर्वक पालन कर सकते हैं आप इस विशेष मामले में कोई भी समीकरण पा सकते हैं अब हम दूसरे मामले को देखते हैं अब हमारे पास एक ही मामला और बचा है हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम एक ऐसे समीकरण पर विचार करते हैं जिसके जब आप सांकेतिक मूल पाते हैं जब मूल समान होते हैं तो इसका मतलब है कि मूलों के बीच का अंतर 0 है लेकिन पूर्णांक है तो यह केस 1 और केस 2 से दूर है तो यह केस 3 है आपके पास वास्तव में बराबर मूल हैं कोई मुझे हमेशा पहले बड़ा मूल देगा मान लें कि बड़े मूल दोनों समान हैं इतना बड़ा मूल मुझे एक श्रृंखला समाधान देगा और आपको दूसरा रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान विशेष रूप से खोजना होगा जिसे मैंने पहले एक केस 3 के रूप में समझाया था तो अब अगले वीडियो में एक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करेंगे